पिछले दो तीन वीडियो में हमने एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में इरेड्यूसबल एलिमेंट्स और प्राइम एलिमेंट्स की धारणा के बारे में बात की और हमने एलिमेंट्स के पेयर के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की धारणा को भी पेश किया और हमने एक उदाहरण देखा जहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक्सिस्ट नहीं करते हैं इसलिए सामान्य कथन जो हमने सिद्ध किए हैं उन्हें लिखे बिना जल्दी से याद करते हैं हमने प्रूव किया कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन में एक प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसबल है जो हमेशा सही है लेकिन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स प्राइम नहीं हो सकते हैं और हमने Z एडज्वाइंट स्क्वायर रूट माइनस 5 एक उदाहरण देखा कि इस रिंग में 2 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है लेकिन यह एक प्राइम एलिमेंट नहीं है इसलिए अगले कुछ वीडियोस में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के रिंगस का अध्ययन करने जा रहे हैं जिनमें वास्तव में इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम होंगे उदाहरणों की पहली क्लास में रिंग्स की वह क्लास है जिसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहा जाता है उन्हें संक्षेप में PID भी कहते है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बहुत सरल है मैं हमेशा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए संक्षिप्त नाम PID का उपयोग करूंगा तो एक इंटीग्रल डोमेन R को PID कहा जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है कि प्रत्येक आइडियल को प्रिंसिपल होना चाहिए R का प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है इसलिए दूसरे शब्दों में प्रत्येक आइडियल I वास्तव में एक ही एलिमेंट द्वारा जनरेटेड होता है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमने पहले से ही किया है इन्टिजर की रिंग और एक फील्ड में पोलीनोमिअल रिंग इन वन वेरिएबल हैं तो ये कुछ स्टैण्डर्ड उदाहरण हैं और निश्चित रूप से K एक फील्ड है एक फील्ड निश्चित रूप से एक पीआईडी है क्योंकि यह एक इंटीग्रल डोमेन है और इसमें केवल दो आइडियल हैं जीरो आइडियल और यूनिट आइडियल दोनों ही प्रिंसिपल हैं तो यहां तीन उदाहरण हैं यह दूसरा और तीसरा वास्तव में उदाहरणों की क्लासेस हैं और PID होने से पहले हमारे सामने कुछ अन्य रिंग्स यह है इसलिए यह मैं आपके लिए प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि ये उन्ही उदाहरणों की तरह है जो हमने पहले किए थे तो यदि हम जल्दी से याद करते हैं कि हमने यह कैसे प्रूव किया कि Z में प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है या KX में प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है हमने यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया था हमारे पास इन रिंग्स में साइज की धारणा है इन्टिजर का साइज केवल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक पोलीनोमिअल का साइज इसकी डिग्री है इसलिए किसी भी दिए गए आइडियल के लिए हमने पोलीनोमिअल में कम से कम डिग्री और इन्टिजर के मामले में कम से कम पॉजिटिव नंबर के साथ एक एलिमेंट चुना यहाँ इसका साइज इसके एक एलिमेंट के नॉर्म के बराबर है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं विवरण में नहीं जाऊंगा लेकिन हम हमेशा निम्न कार्य कर सकते हैं एक आइडियल को देखते हुए हम एक एलिमेंट को कम से कम संभव नॉर्म या साइज के साथ चुन सकते हैं जो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम है तो यह a प्लस ib के साइज का है और उसी प्रक्रिया को पूरा करता है जिसका हमने उपयोग किया था तो हम डिवीज़न प्रोसेस को ठीक उसी तरह से पूरा कर सकते हैं जैसे इन्टिजर या पोलीनोमिअल रिंग में लेकिन यह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का एक उपयोगी उदाहरण है Z X प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का उदाहरण नहीं है और यह हमारे लिए परिचित रिंग है यह एक बहुत अच्छी रिंग है लेकिन यह एक पीआईडी नहीं है इसका कारण आइडियल है उदाहरण के लिए 2X प्रिंसिपल नहीं है यह जांचना एक्सप्लिसिटली मुश्किल नहीं है क्योंकि यदि 2X प्रिंसिपल है एक प्रिंसिपल आइडियल क्या है यह एक सिंगल एलिमेंट द्वारा जेनेरेट होता है तो मान लें कि यह एक पोलीनोमिअल f X द्वारा जेनेरेट किया गया है तो सबसे पहले आप यह तर्क देते हैं कि f एक कांस्टेंट पोलीनोमिअल नहीं होना चाहिए दूसरे शब्दों में f की डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए यदि f X की डिग्री 0 है इसका मतलब है f X वास्तव में एक इन्टिजर है यह एक कांस्टेंट पोलीनोमिअल है इसका मतलब है कि यह इन्टिजर है इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह X को जेनेरेट कर सकता है क्योंकि याद रखें कि यदि 2X हमारा f X के बराबर है तो X fX का एक मल्टीपल है तो यह जनरेटर नहीं हो सकता यह इन्टिजर नहीं हो सकता क्योंकि X एक इन्टिजर का मल्टीपल नहीं हो सकता जब तक की ये 1 न हो यदि यह 1 है तो 1 से जनरेटेड आइडियल पूरा रिंग होगी जो 2X नहीं है तो fX की डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए और एक बार इसके पॉजिटिव होने पर 2 इसका मल्टीपल नहीं होता है क्योंकि यदि यह पॉजिटिव डिग्री पोलीनोमिअल है तो जब आप किसी अन्य पोलीनोमिअल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री सिर्फ बढ़ती है यह समान रह सकता है यदि आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं यह वास्तव में बढ़ेगा यदि आप नॉन कांस्टेंट पोलीनोमिअल से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन यह कभी नहीं घटेगा तो आप कभी भी 2 को इसके मल्टीपल के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते यह एक सरल स्पष्टीकरण है कि ZX एक PID क्यों नहीं है इसी तरह k X 1 X n एक PID नहीं है यदि n कम से कम 2 है कारण यह है कि आइडियल X 1 X 2 प्रिंसिपल नहीं है कारण पहले के समान ही है ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इसलिए आप किसी भी पोलीनोमिअल का चयन नहीं कर सकते हैं जिसके मल्टीपल X 1 X 2 है इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा यदि आप इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स को याद करते हैं X 1 और X 2 इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं इसलिए उन्हें कुछ अन्य पोलीनोमिअलस एलिमेंट्स के मल्टीपलस के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसी प्रकार X 1 और X 2 के लिए पोलीनोमिअल नहीं होगा X 1 X 1 का एक मल्टीपल है और X 2 X 2 का एक मल्टीपल है लेकिन एक भी पोलीनोमिअल ऐसा नहीं है जिसके मल्टीपल में X 1 और X 2 शामिल हैं तो ये पीआईडी नहीं हैं तो फील्ड में n वेरिएबल्स पर अच्छा पोलीनोमिअल रिंग हैं जहाँ n कम से कम 2 हैं और इन्टिजर पर एक वेरिएबल में पोलीनोमिअल रिंग अच्छा रिंग हैं लेकिन यह पीआईडी नहीं हैं तो पीआईडी के कुछ प्रोपर्टीज़ क्या हैं जो मैं इस वीडियो में जोर देना चाहता हूं तो पीआईडी के प्रोपर्टीज़ ये वास्तव में प्रोपोज़िशन है माना R एक पीआईडी है तो R में कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है याद रखें कि हमने एक उदाहरण में देखा कि यदि आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है इरेड्यूसिबल प्राइम नहीं हो सकता है हालांकि प्राइम एलिमेंट्स हमेशा इरेड्यूसिबल होते हैं इरेड्यूसिबल सामान्य रूप से प्राइम नहीं होते हैं हालाँकि पीआईडी में ऐसा होता है तो वास्तव में मुझे यह प्रोपोज़िशन 2 मानना चाहिए और मैं अब प्रोपोज़िशन 1 लिखूंगा जिसे मैं पहले प्रूव करूंगा और फिर हम प्रोपोज़िशन 2 प्रूव करेंगे तो प्रोपोज़िशन 1 क्या है माना R एक पीआईडी है और हम दो एलिमेंट्स a और b को लेते हैं तो a और b का gcd है तो मैं इसका उपयोग पहली प्रोपोज़िशन को प्रूव करने के लिए करने जा रहा हूं तो यह क्यों है मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं तो gcd हमेशा एक्सिस्ट करता है जैसा उस उदाहरण में संकेत दिया है कि R बराबर Z एडजॉइंट स्क्वायर रूट माइनस 5 यह आम तौर पर सच नहीं है इसलिए याद दिला दें कि यह सामान्य रूप से सच नहीं है यह उदाहरण है दो अन्य उदाहरण हैं तो आप इन दो एलिमेंट्स को लेते हैं वे दोनों रिंग R के एलिमेंट हैं वे यूनिट नहीं हैं और उनके पास कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है हालाँकि पीआईडी के मामले में किसी किन्ही दो एलिमेंट्स का gcd होता है और ऐसा क्यों है तो आइए हम इस पर विचार करें यह बहुत ही सरल है वास्तव में दोनों प्रोपोज़िशन प्रूव करना बहुत आसान है तो माना I a और b द्वारा जनरेटेड आइडियल है क्योंकि R एक पीआईडी है I प्रिंसिपल है तो मैंने माना I d द्वारा जनरेटेड है यह एक प्रिंसिपल आइडियल है तो यह एक एलिमेंट द्वारा जेनेरेट होता है आइए हम उसे d लेते हैं फिर हम दावा करते हैं कि जैसा कि आप अनुमान लगाते हैं कि d a और b का gcd है याद रखें कि कई gcds मौजूद हो सकते हैं d उनमें से एक है तो सबसे पहले याद रखें कि gcd क्या है हमें दिखाना होगा कि d a को डिवाइड करता है और d b को डिवाइड करता है तो हम जल्दी से इसकी जाँच करें यह सच क्यों है याद रखें कि a b द्वारा जनरेटेड आइडियल d के द्वारा जनरेटेड आइडियल के बराबर है लेकिन a a b से जनरेटेड आइडियल का एलिमेंट है तो a d द्वारा जनरेटेड आइडियल का एलिमेंट है इसका मतलब है कि कुछ x के लिए a dx के बराबर है इसी तरह b a b का एक एलिमेंट है तो b d द्वारा जनरेटेड आइडियल का एक एलिमेंट है तो b कुछ y के लिए dy है जो कि वास्तव में d डिवाइड्स a और d डिवाइड्स b की परिभाषा है तो d डिवाइड्स a और d डिवाइड्स b दूसरे शब्दों में यह एक कॉमन डिवाइज़र है अब हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि यह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो हम R के एक एलिमेंट e का चयन करते है माना e a और b दोनों को डिवाइड करता है तो e a और b दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब है मेरा दावा है कि a b आइडियल e में मौजूद है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि R के किसी x और y के लिए ex a के बराबर है ey b के बराबर है e की परिभाषा के अनुसार e a और b दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब है किसी x के लिए ex a के बराबर है और किसी y के लिए ey b के बराबर है इसका मतलब यह है कि a ex फॉर्म का है a e के द्वारा जनरेटेड आइडियल में है b e के द्वारा जनरेटेड आइडियल में है अतः a b एंटायर आइडियल है अगर जनरेटर किसी आइडियल में है तो a और b द्वारा जनरेटेड एनटायर आइडियल e में होगा लेकिन यह वास्तव में d e है इसका मतलब है कि d द्वारा जनरेटेड आइडियल e द्वारा जनरेटेड आइडियल में कॉन्टेंड है इसका मतलब है एलिमेंट d e द्वारा जनरेटेड आइडियल में है इसका मतलब है कि d किसी z के लिए ez के बराबर है सही d ez के बराबर है d e द्वारा जनरेटेड आइडियल का एक एलिमेंट है का अर्थ है d e टाइमस किसी अन्य रिंग एलिमेंट के फॉर्म का है इसका मतलब है कि e डिवाइड्स d तो यह उस प्रोपोज़िशन को प्रूव करता है जिसमें कहा गया था कि किसी कोई भी किन्ही दो एलिमेंट का gcd होता है अब मैं दूसरा प्रोपोज़िशन प्रूव करने जा रहा हूँ याद रखें कि प्रोपोज़िशन 2 में कहा गया है कि एक पीआईडी में हर इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है तो a इरेड्यूसिबल है जहाँ a R में हैं तो मान लीजिए हम प्रूव करना चाहते हैं कि a प्राइम हैं मैंने दावा किया था कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है हम यह प्रूव करना चाहते हैं कि a प्राइम है तो मान लीजिए कि a दो एलिमेंट्स b और c के प्रोडक्ट bc को डिवाइड करता है जहाँ b और c R में हैं हम यह दिखाना चाहते हैं कि या तो a डिवाइड्स b या तो a डिवाइड्स c तो अब यह मान लें कि a b को डिवाइड नहीं करता है यदि यह b को डिवाइड करता है तो हमने पूरा कर लिया है यदि a b को डिवाइड नहीं करता है तो हम ये दिखाएंगे कि a c को डिवाइड करता है तो अब प्रोपोज़िशन 1 द्वारा a और b का gcd जरूर है याद रखें जब मैं a और b की gcd लिखता हूँ तो यह लगता है कि एक यूनिक gcd है लेकिन मैं यह दावा नहीं कर रहा हूँ यह सिर्फ मेरे लिए एक सुविधाजनक नोटेशन है मैं यह कह रहा हूँ कि एक gcd है जिसे मैं d कह रहा हूँ आइए हम a और b का gcd लेते हैं अब gcd की परिभाषा से हम जानते हैं कि d a को डिवाइड करता है लेकिन ह्य्पोथेसिस द्वारा a इरेड्यूसिबल है तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं एक इरेड्यूसबल एलिमेंट में प्रॉपर डिवाइज़र नहीं हो सकते इसलिए या तो हमारे पास यह है कि d एक यूनिट है या d a का एसोसिएट है क्योंकि a इरेड्यूसिबल है d नहीं क्योंकि a इरेड्यूसिबल है तो a के प्रॉपर डिवाइज़र नहीं हो सकते हैं d एक डिवाइज़र है जो प्रॉपर नहीं हो सकता है इसलिए दूसरे शब्दों में यह प्रॉपर नहीं है क्योंकि या तो यह एक यूनिट है या यह a का एसोसिएट है मैंने दावा किया कि दूसरा मामला नहीं हो सकता क्योंकि यदि d a b को डिवाइड नहीं करता है मैं यह मान रहा हूँ कि a b को डिवाइड नहीं करता है बल्कि d b को डिवाइड करता है क्योंकि d a और b का gcd है तो निश्चित रूप से d b को डिवाइड करता है a b को डिवाइड नहीं करता है तो a और b एसोसिएट्स नहीं हो सकते याद रखें कि एसोसिएट्स का क्या अर्थ है जो या तो एक यूनिट से डिफर करते हैं या दूसरे शब्दों में d a का मल्टीपल है और एक यूनिट है तो d a को डिवाइड करता है और a d को डिवाइड करता है इसलिए यदि d b को डिवाइड करता है और a b को डिवाइड नहीं करता है तो a d को डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि यदि a d को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है a डिवाइड्स b जो नहीं हो सकता है तो दूसरे शब्दों में a और d एसोसिएट्स नहीं हो सकते इसलिए यह केस नहीं हो सकता तो d को एक यूनिट होना चाहिए तो d एक यूनिट है लेकिन इसका अर्थ है कि d द्वारा जनरेटेड आइडियल एंटायर R है क्योंकि एक यूनिट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स है इसका मतलब है d टाइम्स कुछ एलिमेंट 1 है इसका मतलब है कि 1 d द्वारा जनरेटेड आइडियल में है दूसरे शब्दों में यह R के बराबर है लेकिन इसका मतलब है a और b द्वारा जेनेरेट आइडियल 1 है क्योंकि d a और b का gcd है इसका मतलब है a b द्वारा जनरेटेड आइडियल पिछले प्रोपोज़िशन द्वारा आप gcd कैसे प्राप्त करते हैं यह a और b द्वारा जनरेटेड आइडियल का जनरेटर है जो R है तो a और b द्वारा जनरेटेड आइडियल R है इसका मतलब यह है कि R में मौजूद एलिमेंट r s हैं ra प्लस sb 1 के बराबर है क्योंकि 1 R का एक एलिमेंट है साथ ही यह a और b द्वारा जनरेटेड आइडियल का एक एलिमेंट भी है a और b द्वारा जनरेटेड आइडियल का कोई भी आरबिटरेरी एलिमेंट फॉर्म ra प्लस sb का है जहाँ r और s दो रिंग एलिमेंट हैं इसका मतलब है मैं दोनों पक्षों को c से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ rac प्लस sbc c के बराबर होगा मैं बस इस समीकरण को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो rac प्लस sbc c के बराबर है लेकिन अब ध्यान दें कि यह टर्म इस टर्म को परिभाषा से डिवाइड करता है क्योंकि यह a टाइम्स rc है दूसरी ओर a भी इस शब्द को इस टर्म को डिवाइड करता है ऐसा क्यों है क्योंकि ह्य्पोथेसिस से a डिवाइड्स bc तो a डिवाइड्स sbc कोई फर्क नहीं पड़ता s क्या है a डिवाइड्स sbc है इसका अर्थ है a डिवाइड्स c सही क्योंकि यदि a डिवाइड्स rac a डिवाइड्स sbc है इसका मतलब है उनके योग भी डिविसिबल हैं a तो a डिवाइड्स c तो यह प्रोपोज़िशन का प्रूफ पूरा करता है प्रोपोज़िशन क्लेम करता है कि कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है इसलिए यदि आपके पास एक पीआईडी है तो हर इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है मैंने अभी अभी यह सिद्ध किया है मैंने एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट के साथ शुरुआत की जो एक प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और यह उनमें से एक को डिवाइड नहीं करता है और मैंने निष्कर्ष निकाला है कि यह दूसरे को डिवाइड करता है यह प्रोपोज़िशन 2 को प्रूव करता है पीआईडी के कुछ अन्य गुण यह है कि एक पीआईडी नोथेरियन है यह बहुत आसान है एक लाइन से प्रूव होता है एक पीआईडी का प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है तो निश्चित रूप से यह फाइनाइटली जनरेटेड है तो अपने आप ही एक पीआईडी नोथेरियन है एक अंतिम प्रोपोज़िशन करते है मैं सिर्फ पीआईडी के कुछ दिलचस्प गुणों का वर्णन करूंगा माना R एक पीआईडी है माना P R का एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है तो P वास्तव में एक मैक्सिमल आइडियल है P मैक्सिमल है इसलिए एक पीआईडी में यह एक दिलचस्प कथन है जो कि सामान्य रूप से सही नहीं है हर नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल है तो आइए हम इसे प्रूव करें इसलिए क्योंकि P प्रिंसिपल है एक पीआईडी की प्रॉपर्टी कि प्रत्येक आइडियल प्राइम है अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि यह प्रोपोज़िशन आपको बता रहा है इसलिए चूंकि P प्रिंसिपल है हमारे पास एक जनरेटर है a याद रखें कि P नॉन जीरो है P नॉन जीरो का अर्थ है P जीरो आइडियल नहीं है इसका मतलब है इसमें नॉन जीरो एलिमेंट हैं तो यह एक नॉन जीरो एलिमेंट द्वारा जेनेरेट होता है अब मैं यह दिखाना चाहता हूं कि P मैक्सिमल है एक मैक्सिमल आइडियल क्या है यह एक आइडियल है जो किसी भी उससे बड़े प्रॉपर आइडियल में मौजूद नहीं है तो हम एक उससे बड़ा आइडियल लेने जा रहे हैं माना I R का एक आइडियल है कि P I में कॉन्टेंड है और हम जानते हैं कि I R में कॉन्टेंड है लेकिन बात यह है कि इसमें P शामिल है इसलिए फिर से ह्य्पोथेसिस का उपयोग करते हुए I प्रिंसिपल है R पीआईडी है तो मान लीजिए कि I एक सिंगल एलिमेंट द्वारा जेनेरेट किया गया है इसलिए हमारे पास जो है बस उसे फिर से लिख रहा हूँ a b द्वारा जनरेटेड आइडियल में कॉन्टेंड है तो a a का एक एलिमेंट है जो b में कॉन्टेंड है इसका मतलब है a b द्वारा जनरेटेड आइडियल का एक एलिमेंट है इसका मतलब है एक R में कुछ c के लिए a bc के बराबर है परिभाषा द्वारा a b का मल्टीपल है तो R में कुछ c के लिए a bc के बराबर है इसलिए a bc के बराबर और r P को बिलोंग करता है और P प्राइम आइडियल है एक प्राइम आइडियल क्या है यह एक आइडियल है परिभाषा से यदि कोई प्रोडक्ट उस आइडियल को बिलोंग करता है तो उनमें से एक एलिमेंट उस आइडियल को बिलोंग करता है तो b P में है या c P में है तो हम दोनों केस को देखते हैं तो मान लीजिए कि b P में है इस केस में एंटायर आइडियल b P में कॉन्टेंड है निश्चित रूप से हम जानते हैं कि P b में ह्य्पोथेसिस द्वारा कॉन्टेंड है इसका मतलब है कि b P के बराबर है मैं यह प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में कोई इससे बड़ा आइडियल नहीं है यह सिर्फ वही आइडियल है मान लीजिए b P में नहीं है तो तो c P में है क्योंकि याद रखें या तो b P में है या c P में है क्योंकि P एक प्राइम आइडियल है यदि b P में नहीं है तो c P में है और P क्या है P a द्वारा जनरेटेड आइडियल है तो c को R में कुछ d के लिए a d के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन अब हम इसे पहले के समीकरण से शुरू करते हैं तो a bc के बराबर है लेकिन c जिसे हमने अभी देखा है वह ad है तो यह b a d है इसका मतलब है कि a b a d के बराबर है इसका मतलब है कि a टाइम्स 1 माइनस bd 0 के बराबर है मैं सिर्फ दोनों पक्षों से b a d को घटा रहा हूँ और a का फैक्टर कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि b नॉन जीरो है और R एक इंटीग्रल डोमेन है 1 माइनस bd जीरो है हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है यदि दो एलिमेंट्स को 0 से गुणा किया जाता है उनमें से एक 0 होना चाहिए इसका मतलब है कि b एक यूनिट है क्योंकि b d 1 के बराबर है इसलिए b का मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स है तो b एक यूनिट है और इसलिए b द्वारा जेनेरेट आइडियल जिसे मैंने I कहा R है इसलिए हमने कर लिया है क्योंकि मैंने एक आरबिटरेरी आइडियल के साथ शुरू किया था जिसमें P शामिल है और मैंने निष्कर्ष निकाला है कि यह या तो P के बराबर है या यह R के बराबर है तो P को मैक्सिमल होना चाहिए यह एक दिलचस्प कथन है कि प्रत्येक नॉन जीरो प्राइम मैक्सिमल है तो फिर से हम इस उदाहरण से देखते हैं तो यह एक पीआईडी नहीं है जैसा कि मैंने पहले प्रूव किया था और इसमें आइडियल P जो 2 से जेनेरेट होता है नॉन जीरो प्राइम है लेकिन P मैक्सिमल नहीं है क्योंकि P जो कि 2 से जेनेरेट होता है 2 X में कॉन्टेंड है तो यह 2 के बराबर नहीं है और यह Z X के बराबर नहीं है इसलिए फिर से यह मैक्सिमल नहीं है क्योंकि यह एक प्रॉपर बड़े आइडियल में कॉन्टेंड है तो यह फिर से पुष्टि करता है कि Z X एक पीआईडी नहीं है क्योंकि एक PID में हमने दिखाया है कि प्रत्येक नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल है तो ये पीआईडी के कुछ गुण हैं और भविष्य के वीडियो में हम इस बारे में अधिक बात करेंगे अतः हमने जो पीआईडी किए हैं उन पर पुनर्विचार करने के लिए ये ऐसे रिंग्स हैं जहाँ प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है हमारे लिए सबसे स्टैण्डर्ड उदाहरण इन्टिजर पोलीनोमिअल रिंग्स ओवर फील्ड हैं बेशक लेकिन कुछ अन्य अच्छे रिंग्स जो हमने लिए वह हैं Z X दो से अधिक वेरिएबल्स में पोलीनोमिअल रिंग्स पीआईडी नहीं हैं PIDs की प्रॉपर्टी है कि कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम है और वे नोथेरियन हैं किसी भी दो एलिमेंट्स में gcds हैं और प्रत्येक नॉन जीरो प्राइम आइडियल प्रिंसिपल है तो मुझे इस वीडियो को यहां रोकना चाहिए इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में बात की है अगले वीडियो में हम यूनिक फेक्टराइज़शन डोमेन्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे